NPTEL के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है हम रिफ्लेक्टर एंटीना सिस्टम पर अपनी चर्चा जारी रख रहे हैं पिछले व्याख्यान में हमने रिफ्लेक्टर एंटीना सिस्टम के गेन के लिए एक्सप्रेशन पाया था और वहां हमने फ़ीड द्वारा रेफ्लेक्टेड रेज़ का ब्लॉकेज देखा है इसके अलावा हमें यह भी इंगित करना चाहिए कि न केवल ब्लॉकेज वास्तव में फ़ीड भी इस फ़ीड को बिखेरती है जैसा कि आप यहाँ फ़ीड और सहायक उपकरण से देख सकते हैं कि इस एपर्चर से रेफ्लेक्टेड रेज़ हैं जो इनसे बिखर जाती हैं तो इससे फील्ड के क्रॉस पोलराइजेशन में भी वृद्धि होती है क्योंकि अब जो भी पोलराइजेशन एपर्चर ने दिया है वह इस रिफ्लेक्शन से भटक गया है तो बड़े आकार का क्रॉस पोलराइजेशन भी होता है इसलिए ऐसे सिस्टम के लिए जहां साइड लॉब और क्रॉस पोल 30 dB डाउन या उससे डाउन की जरुरत हैं यह समस्या पैदा करता है वास्तव में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम में से कई के लिए 30 dB डाउन की आवश्यकता होती है फिर राडार आदि तो एक समाधान ऑफसेट फीड के लिए जाना है अब आप चित्र को देख सकते हैं कि यह एक ऑफसेट फीड है इस पैराबोलॉइड रिफ्लेक्टर कंटूर का कुछ भाग कट जाता है तो फ़ीड वास्तविक क्षेत्र में मौजूद नहीं है फ़ीड यहाँ मौजूद नहीं है और फ़ीड भी झुका हुआ है पहले फ़ीड इन को इंगित कर रहा था अब फ़ीड झुका हुआ है तो यहाँ आप देखते हैं कि यह ऐसा है कि यह इस किरण से है और यह अधिकतम है जिसे रेफ्लेक्टेड किया जा सकता है तो यह एक यहाँ आता है और यह एक जाता है और यह यहाँ आता है इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में रेफ्लेक्टेड रेज़ हैं और ये क्षेत्र जिसे आप देखते हैं फ़ीड ब्लॉकेज नहीं है तो इसे ऑफसेट पैराबोलाइड रिफ्लेक्टर कहा जाता है लेकिन इसलिए इसका मतलब है एक पैराबोलॉइड रिफ्लेक्टर के एक वृत्तीय खंड को इस तरह काटा जा सकता है कि केंद्र बिंदु रिफ्लेक्टर के मुख्य बीम के बाहर स्थित हो यह ब्लॉकिंग एफिशिएंसी में सुधार करता है लेकिन रिफ्लेक्टर और फील्ड के बीच गैर समरूपता के कारण क्रॉस पोलराइजेशन में सुधार नहीं होता है तो कुछ रेडियो खगोल विज्ञान अनुप्रयोगों में प्रॉब्लम फ़ीड का विकिरण पैटर्न है जो आमतौर पर रिफ्लेक्टर के किनारों पर 0 पर नहीं जाता है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर देखें रिफ्लेक्टर के किनारों पर फ़ीड वे आमतौर पर 0 पर नहीं जाते हैं वे उससे आगे जाते हैं अब इसलिए रिफ्लेक्टर ऊपर की ओर इशारा करता है जबकि फ़ीड जमीन की ओर इशारा कर रहा है तो यह जमीन से थर्मल नॉइज़ प्राप्त करेगा जो सिस्टम की संवेदनशीलता को कम करता है और जो इस रेडियो खगोल विज्ञान के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे थर्मल नॉइज़ नहीं चाहते है यह वास्तव में उनका सोलो सिग्नल है यह लगभग एक नॉइज़ है अगर यह थर्मल नॉइज़ है तो वे डिटेक्टिव नहीं बन पाएंगे तो यही कारण है कि वे इन सिंगल फ़ीड के लिए नहीं जाते हैं इसलिए वे विभिन्न विकल्पों के लिए जाते हैं वहाँ सिंगल फ़ीड और सिंगल रिफ्लेक्टर आदि हैं इसलिए वहाँ ड्यूल रिफ्लेक्टर ऐन्टेना सिस्टम है तो वास्तव में इस प्रकार का फ़ीड जो कि पारम्परिक फ़ीड है जिसे प्राइम फीड या फ्रंट फीड कहा जाता है तो फ़ीड रिफ्लेक्टर के सामने है तो एक और प्रॉब्लम यह है कि जाहिर है इनको फीड करने के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन होगी तो फ़ीड से ट्रांसमीटर या रिसीवर तक एक ट्रांसमिशन लाइन क्योंकि आप एक ट्रांसमिटिंग सिस्टम या एक रिसीविंग सिस्टम के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं अब यह एपर्चर के पीछे या रिफ्लेक्टर के नीचे रखा जाएगा इससे लंबी ट्रांसमिशन लाइन की आवश्यकता होती है जो एक महत्वपूर्ण नुकसान भी दे सकती है अब कभी कभी ट्रांसमीटर या रिसीवर जो सीधे इस फ़ीड के बाद रखा जाता है लेकिन ब्लॉकेज फिर से बढ़ जाती है आम तौर पर इन रिफ्लेक्टर सिस्टम को भी बाहर रखा जाता है तो एक ट्रांसमीटर या रिसीवर को बाहर रखने से शीतलन समस्या और अन्य समस्याएं भी पैदा होती हैं तो यही कारण है कि यह प्राइम फीड या फ्रंट फीड बहुत ही जटिल प्रणालियों में है जिनका उपयोग नहीं किया जाता है लेकिन आप हमारे होम ट्रांसमिशन डीटीएच ट्रांसमिशन को देखते हैं यह स्टैण्डर्ड है क्योंकि हमारे सिस्टम इतने जटिल नहीं हैं हमारे पास पर्याप्त सिग्नल उपलब्ध है और इस लोस्स को ध्यान में रखा जाता है इसलिए हम देखेंगे कि वास्तव में जब बारिश होती है तो वहां अचानक सिग्नल चला जाता है मुझे लगता है कि इस फुटबॉल विश्व कप के मैचों में भी आपने देखा है कि कभी कभी बारिश के कारण सिग्नल चला जाता है इसलिए वे उस समय वास्तव में उस लोस्स को दूर करने के लिए और अधिक शक्ति पंप करते हैं और फिर कुछ समय बाद आप इसे प्राप्त कर सकते हैं तो यह वास्तव में जटिल प्रणाली के लिए उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है एक ड्यूल रिफ्लेक्टर ऐन्टेना सिस्टम यह इस व्याख्यान का विषय होगा यहां हम केवल क्वालिटेटिव वेव देखेंगे क्योंकि प्रत्येक चीज स्वयं में एक विषय है और इनका विश्लेषण करने में कई घंटों कई बार लगता है इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे इसलिए हमने पहले से प्राइम फीड या फ्रंट फीड द्वारा फ़ीड को ब्लॉकिंग करने किरणों को ब्लॉकिंग करने के बारे में चर्चा की है फिर हमने थर्मल नॉइज़ की प्रॉब्लम पर चर्चा की है फिर हमने ट्रांसमिशन लाइन के नुकसान के बारे में चर्चा की है अब हम मध्यवर्ती कक्षाओं में सीखे गए कोआर्डिनेट ज्योमेट्री के अपने ज्ञान से जानते हैं कि संबंधित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन और इलिप्स या हाइपरबोला द्वारा बनाए गए रिफ्लेक्टर विभिन्न कोनिक वर्गों का निर्माण कर सकते हैं तो इलिप्स अगर यह इस अक्ष के सापेक्ष घुमाया जाता है तो हम इलिप्सॉइड प्राप्त करते हैं तो इलिप्स एक दो आयामी चीज है लेकिन अगर इसे घुमाया जाए तो हमें इलिप्सॉइड नामक एक खंड मिलता है इसी तरह हाइपरबोला यदि घुमाया जाए तो हमें हाइपरबोलाइड मिलता है पहले से ही हमने परबोला देखा है यदि इसे घुमाया जाए तो हमें परबोलाइड मिलता है अब इसका महत्व यह है कि हम यह क्यों कर रहे हैं क्योंकि इन स्ट्रक्चर में दो केंद्र बिंदु होते हैं इसलिए फ़ीड को एक फ़ीड बिंदु पर रखा जा सकता है दूसरा केंद्र बिंदु परबोलॉइडल रिफ्लेक्टर के केंद्र बिंदु के साथ मेल खाने के लिए बनाया जा सकता है आप देख सकते हैं कि मैंने जो कहा है वह यह है मानाकि आपके पास दो फोकल पॉइंट्स A और B हैं इसलिए मान लीजिए कि मैंने फ़ीड यहां डाल दी है अब किरणें A ऐसी है कि यह किरणों को यहां फोकस कर रही है मान लीजिए यह एक रिसीविंग सिस्टम है तो समानांतर किरणें दूर की चीजों से आ रही हैं वे दूसरे फोकस A पर केंद्रित हो जाते हैं हम इसे इलिप्सॉइड पर गिरने की अनुमति देते हैं तो वे अब उसी के द्वारा फ़ीड करने आएंगे इसका मतलब है मैं इस बात को इसी तरह से रख सकता हूं दूसरी बात यह है कि यह एक ही चीज है और यहां आ रही है इसका मतलब है यहाँ हम फोकस होने के बाद हम इसे इलिप्सॉइड द्वारा फिर से रेफ्लेक्टेड करने की अनुमति दे रहे हैं यहाँ यह बात है कि यह दूसरी चीज़ पर फोकस है और यह रेफ्लेक्टेड होती है और फ़ीड A पर आ जाती है अब यह A पैराबोलाइड के बहुत ज्यादा पास है यह B पैराबोलाइड से बहुत दूरी पर है इसलिए ये आपकी पसंद हैं अब इन सिस्टम को ग्रेगोरियन सिस्टम कहा जाता है वास्तव में ये सभी ऑप्टिक्स में मौजूद हैं वास्तव में जब लेंस विकसित हुए थे उस समय एक प्रसिद्ध ऑप्टिशियन ग्रेगोरियन ग्रेगरी के नाम पर विकसित किया गया था तो वे ग्रेगोरियन सिस्टम में इलिप्सॉइड सब रेफ्लेक्टर्स का उपयोग करते हैं तो आप संक्षेप में बता सकते हैं कि फ़ीड से किरणें सब रेफ्लेक्टर द्वारा परावर्तित हो जाती हैं इसलिए इसे सब रेफ्लेक्टर कहा जाता है इसका मतलब है कि आप देखते हैं कि हमारा यह एक और सब रेफ्लेक्टर है तो यह मुख्य बात परबोलाइड रेफ्लेक्टर है लेकिन यह सब रेफ्लेक्टर इलिप्सॉइड है यह भी सब रेफ्लेक्टर इलिप्सॉइड है इसलिए ग्रेगोरियन सिस्टम में फ़ीड से किरणें सब रेफ्लेक्टर द्वारा परावर्तित हो जाती हैं और एक ऐसे बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं जिसे वे जारी रखने की अनुमति देते हैं और समानांतर बनने के लिए परबोलाइड से परावर्तित होती हैं अब एक और सिस्टम है जो हाइपरबोला का उपयोग करती है और जिसे कैसग्रेन सिस्टम कहा जाता है इसे कैसग्रेन सिस्टम कहा जाता है फिर से कैसग्रेन एक वैज्ञानिक था इसलिए इसके नाम में यह बात थी कैसग्रेन सिस्टम में यह दर्शाता है कि कैसग्रेन सिस्टम फ़ीड से किरणों को फोकस करने के लिए परिवर्तित करने के बजाय सब रेफ्लेक्टर द्वारा परावर्तित हो जाती है जो ग्रेगोरियन में मामला था लेकिन यहां ध्यान केंद्रित करने के बजाय वे परबोलाइड पर पड़ते हैं और समानांतर किरण पैदा करते हैं इसलिए वे किरणें यहां किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती हैं हाइपरबोला के कारण अब कैसग्रेन सिस्टम में हाइपरबोलॉइड सब रेफ्लेक्टर में इसके कॉन्वेक्स फेज में पैराबोलाइड या कॉनकेव फेज में पैराबोलाइड हो सकता है इसलिए इस प्रणाली का विश्लेषण किया जा सकता है इन ब्लॉकेज के साथ हम यह भी कह सकते हैं कि एपर्चर किरणों का ब्लॉकेज कैसग्रेन में ग्रेगोरियन की तुलना में कम है फ़ीड और रिसीवर और ट्रांसमीटर को भी प्राइमरी रिफ्लेक्टर के पीछे रखा जा सकता है इसके अलावा सब रेफ्लेक्टर् और मुख्य रेफ्लेक्टर् की शिपिंग की एक मामूली मात्रा अधिक यूनिफार्म अपर्चर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए किया जा सकता है इसलिए ज्यादा एफिशिएंसी अकेले सब रेफ्लेक्टर् द्वारा शिपिंग से वांछित प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है ऐसे रिफ्लेक्टर को शिप रिफ्लेक्टर कहा जाता है कैसग्रेन रिफ्लेक्टर के लिए सामान्य तौर पर फ़ीड एक सुविधाजनक स्थिति में है क्योंकि आप देख सकते हैं कि फ़ीड यहाँ है और वास्तव में फ़ीड आप देख सकते हैं कि फ़ीड ऊपर की ओर नहीं दिख रहा है फ़ीड इस तरह दिख सकता है फ़ीड पैराबोलाइड की तरह ऊपर देख रहा है इसलिए यह ग्राउंड से नॉइज़ इकट्ठा नहीं कर रहा है तो अब एक सुविधाजनक स्थिति में फ़ीड स्पिल ओवर को कम करके और एक माइनर लोब लोस्स करके बीम को स्कैनिंग या ब्रॉडेनिंग करने की क्षमता रिफ्लेक्टर में से एक को स्थानांतरित करके किया जा सकता है इसलिए यह एक और बात है कि आपके पास अधिक विकल्प हैं क्योंकि हम सब रेफ्लेक्टर् या पैराबोलॉइड रेफ्लेक्टर् डालेंगे क्योंकि आपके पास दो चीजें हैं तो मुझे लगता है कि कुछ ऑफसेट हैं नहीं यह ऐसा नहीं है कि यह एक ऑफसेट कैसग्रेन ड्यूल रिफ्लेक्टर ऐन्टेना सिस्टम है तो आप देखते हैं कि फ़ीड ग्राउंड की ओर नहीं देख रहा है और इसलिए इस पैराबोलाइड को आकार दिया जा सकता है तो अब कुल किरण वे न तो हाइपरबोलॉइड द्वारा अवरुद्ध हैं और न ही इस फ़ीड द्वारा अवरुद्ध हैं यहाँ फ़ीड को रिफ्लेक्टर के पीछे भी रखा जा सकता है वास्तव में आप यदि इस फ़ीड को ठीक से आकार देते हैं तो यहां तक कि पैराबोलाइड रिफ्लेक्टर के पीछे रखा जा सकता है सब रेफ्लेक्टर् को आकार देकर एपर्चर एम्पलीटूड डिस्ट्रीब्यूशन को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जा सकता है और इस पैराबोलाइड रिफ्लेक्टर से एपर्चर फेज डिस्ट्रीब्यूशन को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जा सकता है वास्तव में सिंगल रिफ्लेक्टर सिस्टम में यह मुख्य बात है वास्तव में एम्पलीटूड डिस्ट्रीब्यूशन और एपर्चर फेज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं वास्तव में सब कुछ फ़ीड के पावर पैटर्न द्वारा निर्धारित किया जाता है लेकिन यहां ये दोनों पूरी तरह से स्वतंत्र हैं वास्तव में सब रेफ्लेक्टर् एपर्चर एम्पलीटूड डिस्ट्रीब्यूशन को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करता है तो वहाँ जो कुछ भी टेपर आदि है मुझे देने की आवश्यकता है इसका मतलब है साइड लोब के लिए जो किया जाना है वह मैं सब रेफ्लेक्टर् में परिवर्तन करके कर सकता हूं और मुख्य रेफ्लेक्टर् या पैराबोलॉइड रेफ्लेक्टर् जो वास्तव में एपर्चर फेज डिस्ट्रीब्यूशन को नियंत्रित करता है तो इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जा सकता है इसका मतलब है क्रॉस पोल प्रॉब्लम जिसे मैं आसानी से पैराबोलाइड के साथ हल कर सकता हूं इसलिए ये दो स्वतंत्र चीजें इसे इतना लोकप्रिय बनाती हैं वास्तव में कैसग्रेन सिस्टम ग्रेगोरियन सिस्टम की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं इसलिए वास्तव में ये दूरबीनों से हैं ये अवधारणा माइक्रोवेव एंटीना के लिए आईं और जैसा कि मैंने कहा कि ऑप्टिकल नियम यहां भी अच्छे हैं तो उनका विश्लेषण किया जाता है जिस तरह से हमने पैराबोलॉइड रेफ्लेक्टर् का विश्लेषण किया है उसी विश्लेषण तकनीक का उपयोग यहां इस प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है और उम्मीद है कि आप में से कोई भी जो इसमें रुचि रखते हैं वे देख सकते हैं आप जानते हैं कि जब एक बार आप पैराबोलॉइड रेफ्लेक्टर् विश्लेषण जान जाते है आप बैठकर और पुस्तकों में देखकर कर सकते हैं कि यह उसी तकनीक का उपयोग किया जाता है तो इसके साथ हम इन एपर्चर एंटीना चीजों को समाप्त करते हैं लेकिन यहां हमने एक नई तकनीक सीखी है एपर्चर को निकलने के लिए फॉरिएर ट्रांसफॉर्म तकनीक लेकिन एक प्रॉब्लम मैं कहूंगा कि हमने देखा है कि कुछ एपर्चर एंटेना का इस तकनीक द्वारा आसानी से विश्लेषण किया जा सकता है यदि आप एक प्लेन पर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं तो आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं लेकिन आप देखते हैं कि यदि आपके पास एक घुमावदार सतह है मान लीजिए कि आपके पास एक सिलेंडर है जिस पर आपका एपर्चर कट है या कुछ गोला जिस पर एपर्चर कट आदि है वहाँ आप इस तकनीक को नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ आपको फ़ील्ड नहीं मिल सकती है इसी तरह एक और बात यह है कि माना मैंने इसे खोल दिया है तो वेवगाइड टॉप वॉल है और वहां मैंने एक स्लॉट काटा अब वहाँ फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ट्रांस्वर्स प्लेन में फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन जानता हूं लेकिन टॉप वॉल पर क्षेत्र क्या होगा मैं सीधे इस बात का पता नहीं लगा सकता लेकिन वास्तविक विद्युत क्षेत्र को जानने के बाद आप देखेंगे तो एपर्चर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यदि आप एपर्चर क्षेत्र को जानते हैं लेकिन हमेशा यह ज्ञात नहीं होगा तो हम एक सामान्य तकनीक देखेंगे जिसके द्वारा आप यह पता लगा सकते हैं और यह उस तकनीक पर आधारित होगा जो हमने वायर एंटेना के लिए उपयोग किया है कि वहाँ हमने देखा है कि तारों पर करंट क्या है अब तार एपर्चर या किसी भी सामान्य एंटीना में करंट प्राप्त कर सकते हैं हम उस क्षेत्र को जानते हैं अब हम क्षेत्र और धाराएं से संबंधित देखेंगे कि वास्तव में वे संबंधित हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्रोपगेशन और उनके गुणों को धन्यवाद कि हमारे पास फील्ड के लिए कुछ प्रकार की चीजें भी हो सकती हैं और तब हम यह कह सकेंगे कि यदि आपके पास किसी भी प्रकार का एंटीना है तो यह वायर एंटेना या एक चीज है अगर आंशिक रूप से मुझे पता है कि मैं तारों के माध्यम से कंडक्शन करंट को आंशिक रूप से जानता हूं तो मुझे पता है कि कहाँ से यह विकीर्ण हो रहा है मुझे पता है कि क्षेत्र या तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र है या कुछ हम किसी प्रकार की सामान्य धाराओं का पता लगा सकते हैं और उससे हम एक सामान्य विधि बना लेंगे फार फील्ड रेडिएशन क्या है हम अन्य क्षेत्रों को भी कभी कभी पा सकते हैं लेकिन आम तौर पर हम फार फील्ड में रुचि रखते हैं इसलिए कम से कम फार फील्ड में हम हमेशा पता लगा सकते हैं कि एक सामान्य तकनीक होगी जो हमारे अगले सप्ताह का विषय होगी